आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण के कोर्स में में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आईआईटी रुड़की में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं आज मैं आपदा बहाली में आकलन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कैसे अलग अलग आकलन किए गए हैं आकलन के क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं किन बातों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और आकलन की मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी कमियां है और इसे आगे कैसे ले जाया जाए इस संदर्भ में मैं आपको 2 से 3 अलग अलग आकलन की महत्वपूर्ण समीक्षा दूंगा विशेष रूप से एक आकलन वैश्विक स्तर है और बाकी दो एक विशिष्ट स्तर के पहलू पर ध्यान देते हैं मैं पहले वैश्विक परिप्रेक्ष्य से चर्चा शुरू करूंगा मैं आपको संक्षेप में आपदा जोखिम में कमी पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट से परिचित कराऊंगा इसे कैसिडी जॉनसन और उनकी टीम ने तैयार किया है 2011 में इसे आईएसडीआर द्वारा विकसित किया गया है आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए एक सृजन और सक्षम वातावरण कैसे बनाया जाए उसके बारे में बताया गया है इससे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भूमि योजना और निर्माण के लिए नियामक ढांचे का हालिया अनुभवों पर आधारित किया गया है इसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर मुख्यतः केंद्रित किया गया है क्योंकि आपदा जोखिम में कमी या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की अद्वितीय चुनौतियां इन निम्न और मध्यम आय वाले समूहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके विभिन्न कारण पाए गए हैं हम क्यों उपयुक्त रूप से कुछ तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाने में असमर्थ रहे हैं और क्यों संस्कृतियों के तल और तल स्तर की वास्तविकताओं भवन कोड रचनात्मक उपायों और साथ ही भूमि नियोजन के मुद्दों भूमि प्रबंधन के मुद्दों योजना और भूमि प्रबंधन को संबोधित करने में असमर्थ रहे हैं यह सब इस विशेष मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किया गया है यह कैसे किया गया है वह मैं संक्षेप में बताऊंगा जब हम निर्मित वातावरण में आपदा जोखिमों को कम करने के बारे में बात करते हैं तो इसके 2 दृष्टिकोण होते हैं एक दृष्टिकोण होता है स्थान का और दूसरा दृष्टिकोण डिजाइन का पहला दृष्टिकोण जो स्थान को संबोधित करता है वह भूमि उपयोग या लैंड यूज़ प्लानिंग की प्रक्रिया से संबंधित है जब हम भूमि उपयोग नियोजन के बारे में बात करते हैं तो उसका स्पष्ट अर्थ है की इसमें विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं जो एक दूसरे के हाथ जुड़ी हैं और एक विशेष क्रम का पालन करती हैं उदाहरण के लिए हम उन क्षेत्रों की भी पहचान करते हैं जो आपदाओं से खतरे में हैं जब हमें यह अनुमान होता है कि ये संभावित आपदा क्षेत्र हैं चाहे वह क्षेत्रीय स्तर की समझ हो या एक विशेष क्षेत्र विकास की समझ हो तो हम यह समझ पाते हैं कि किन संभावित क्षेत्रों में किस प्रकार के जोखिम या आपदा की संभावना है क्या वह भूस्खलन है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है या फिर विभिन्न खतरे वाला क्षेत्र इसका अनुमान लगाना पहला काम है दूसरा ज़ोनिंग के पहलुओं से संबंध रखता है हम इन क्षेत्रों को ज़ोनिंग या रणनीतिक स्थानिक योजनाओं के माध्यम से निर्दिष्ट करते है जिस क्षण हम वह क्षेत्र निर्धारित करते हैं कि कौन से उच्च जोखिम वाले क्षेत्र कम जोखिम क्षेत्र मध्यम जोखिम क्षेत्र यह क्षेत्र किसके लिए प्रवण हैं वहां क्या संभावनाएं हैं क्या अवसर हैं और उसके भीतर क्या खतरे हैं तो वहां हम एक रणनीतिक स्थानिक योजना प्रक्रिया भी विकसित कर सकते हैं यहां हमें कुछ खुले क्षेत्रों को स्थापित करने की आवश्यकता है जिनका प्रयोग निकासी या आपातकालीन आवास में किया जा सकता है और शहरों को प्रबंधित करने वाले जीवनरेखा बुनियादी ढांचे के लिए योजना बनाने के लिए भी शामिल किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर जब हुदहुद चक्रवात आया तो उसकी वजह से हवा में दबाव की स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से बुनियादी सुविधाओं का मुख्य सेवा योजनाओं से अस्थाई रूप से संबंध टूट गया और जिसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई बाढ़ का पानी मुख्य सड़कों पर आ गया और रेलवे भी क्षतिग्रस्त हो गईI और इसकी वजह से आने जाने का रास्ता भी बाकी क्षेत्रों से कट गया और इस बात का भी अनुमान लगा कि सैलाब का स्तर क्या है या वह किस स्तर तक जा सकता है एक बार यह पता चल जाए तो यह योजना बनाई जा सकती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपदा के संदर्भ में मुख्य सुविधाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे पास किस प्रकार की वैकल्पिक अवसंरचना होनी चाहिए और वैकल्पिक दृष्टिकोण के माध्यम से इन लोगों को इस स्थिति से कैसे निकाल सकते हैं और उसके बाद उन्हें किस जगह रख सकते हैं तत्काल राहत और पुनर्वास प्रक्रिया में हम इन लोगों को कहां रख सकते हैं किस प्रकार का खुला क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि यदि आप घर के बाद घर और एक और घर के तरह की योजना बनाएं तो एक भीड़भाड़ वाला वातावरण बन जाएगा और फिर आपदा के दौरान उस जगह का क्या होगा हमें आपातकालीन निकास के लिए एक खाली जगह की आवश्यकता है इसलिए यह पूरी प्रक्रिया एक सामूहिक रणनीतिक स्थानिक योजना में तब्दील होनी जरूरी हैI स्तर पर आपदा जोखिम में कमी या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को संबोधित किया जाना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हम उसे संबोधित करने में सक्षम हैं या हम केवल एक छोटी टुकड़ी दृष्टिकोण से ही देख पा रहे हैं इस भूमि के क्षेत्र को हम अलग से देख रहे हैं लेकिन अगर इस सामूहिक रूप से देखा जाए तो समझ पाएंगे कि शहर कैसे काम कर रहा है और हमें इसके साथ कैसे योजना बनानी है तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं डिजाइन दृष्टिकोण इस बात पर गौर करता है की इमारत को कैसे डिजाइन किया जाए बनाया जाए और किस तरह से नियंत्रित किया जाए यह सैकड़ों तरीकों से किया जा सकता है जैसे कुछ निश्चित संहिताओं को मानकर कुछ विनियामक ढाँचों का पालन करके या यह निर्धारित करके की वह इमारत राष्ट्रीय स्तरीय नियामक ढाँचों या स्थानीय स्तर के ढाँचों का कैसे पालन करती है तो इस प्रकार से डिजाइन पहलू को देखा जा सकता है दोनों दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण चुनौतियां है सबसे पहले यह की हमारे पास नियामक ढाँचे हैं लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देशों के तहत विकासशील देशों में क्या उन्हें पूर्ण पैमाने पर अपनाया जाता है या कड़ाई से अपनाया जाता है इस मामले में कई चुनौतियां सामने आई हैं गरीबी एक चुनौती है शिक्षा एक और चुनौती है इस तरह से कई पहलू हैं जैसे सांस्कृतिक अनुपालन या कैसे स्थानीय संस्कृतियां भी इन आधिकारिक रूपरेखाओं मैं अपनाई जा सकती हैं और इनका पालन करने में सक्षम रहती हैं इस संदर्भ में मैं कुछ उदाहरण दूंगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें की ओर आपका ध्यान खींचूंगा कि कैसे इस मूल्यांकन का संचालन किया जा सकता है जब हम मूल्यांकन या आकलन पर इस व्याख्यान मैं बात करते हैं तो मैं उस पद्धति के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं जिस पर आधारित है इस अध्ययन में 3 घटकों की रचना की गई है एक साहित्य समीक्षा है इसके अंतर्गत विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार के साहित्य एकत्र किए हैं जो कि शहरी और क्षेत्रीय नियोजन के माध्यम से आपदा जोखिम में कमी और आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रासंगिक हैं और भवन मानकों और कोडों के डिजाइन और कार्यान्वयन जो आपदा जोखिम को कम करने का लक्ष्य रखते हैं तो इसका एक स्तर शहरी और क्षेत्रीय योजनाओं के बारे में बात कर रहा है जो है डीआरआर और दूसरा स्तर भवन मानकों और कोड के कार्यान्वयन पहलुओं के बारे में बात कर रहा है दूसरे पहलू में उन्होंने पांच अलग देशों से पांच अलग अलग मामलों का अध्ययन किया है उनमें से दो टर्की से हैं एक इस्तांबुल के लिए सबसे उपयुक्त है जो 1999 अंकारा भूकंप मरमरा भूकंप और बाद में 1999 भूकंप के बाद टर्की में आपदा प्रबंधन में किस तरह के विकास हुए उस पर चर्चा करता है और दूसरा भी टर्की में ही है और इस मुद्दे पर बात करता है कि 1999 के बाद से बिल्डिंग कोड में किस तरह के संशोधन लागू किए गए हैं इसलिए वह बिल्डिंग कोड पहलू पर ज्यादा केंद्रित है जबकि नामीबिया में यह आपदा जोखिम तैयारियों के अनौपचारिक निपटान की समीक्षा पर बात करता है और अर्जेंटीना में वे आपदा जोखिम और शहरी नियोजन के बीच के संबंध के बारे में बात करते हैं और ईरान में वे भूकंप के खिलाफ भवन और निर्माण सुरक्षा नियमों के बारे में बात करते हैं क्योंकि हाल ही में बाम भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हुआ इसलिए उस पक्ष मैं भूकंप सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई फिर इन मामलों के अध्ययन और साहित्य समीक्षा समझने के बाद उन्होंने सितंबर 2010 में लंदन में आयोजित की गई छोटे कार्य समूह की बैठक के साथ निष्कर्ष निकाला और इस तरह उन्होंने पूरी रिपोर्ट प्रक्रिया को तैयार किया है और कैसे यह नेतृत्व के लिए प्रस्तुत किया गया था इसके 2 भाग हैं एक योजना और भूमि प्रबंधन है दूसरा भाग जो इमारतों और आपदाओं के निर्माण के लिए नियमों पर आधारित है और यहां इसे फिर से 3 घटकों में विभाजित किया गया है एक योजना और भूमि से संबंधित आपदा जोखिम में कमी का कानून है दूसरा शहरी योजना और योजनाओं के कार्यान्वयन का है तीसरा योजना भूमि प्रबंधन और उन्नयन के माध्यम से आपदा जोखिम और अनौपचारिक बस्तियों को कम करना है मुख्यतः ध्यान अनौपचारिक बस्तियों पर केंद्रित किया गया है जबकि दूसरे भाग में इमारतों और आपदा प्रतिरोधी निर्माण के लिए बनाए गए नियमों पर पहले वाले को उपयुक्त कोड और मानकों के डिजाइन और विकास पर केंद्रित किया गया है और भवन मानक के आवेदन और प्रवर्तन के आसपास के नियमों और प्रथाओं पर कार्यान्वयन प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की है उदाहरण के लिए टर्की में कुछ ऐसे सबूत हैं जो गैस पाइपलाइनों के बारे में बात करते हैं कैसे गैस स्टेशन आवासीय क्षेत्रों के निकट प्रदान किए गए हैं जो खतरनाक हो सकते हैं लेकिन किसी भी नियामक ढांचे ने इन गैस सर्विस स्टेशनों के बारे में बात नहीं की है इसका अर्थ यह हुआ कि इस मुद्दे को पूरी तरह से नियामक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया है तो यह कुछ कमियां हैं जो कि भूमि उपयोग योजना या लैंड यूज प्लानिंग में डीआरआर पर विचार करने के लिए उपयुक्त कार्यक्षमता प्रदान करते हैं कल्पना कीजिए कि आप इस क्षेत्र को रखते हैं क्योंकि इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी हैं पर यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि यह आवासीय भूमि उपयोग के साथ कैसे सहभागिता दिखाता है काफी चीजों पी ध्यान दिया जाता है उदाहरण के लिए पानी में संदूषण जैसा कि आप जानते हैं की बांग्लादेश में आर्सेनिक का जल प्रदूषण की समस्या है जिससे लोगों को खतरा है ऐसी कई विभिन्न पहलुओं पर नजर रखना आवश्यक है विशेषतर भूमि उपयोग योजना मेंI इन बातों का ध्यान न केवल राष्ट्रीय स्तर की विधायी रूपरेखा मैं करना आवश्यक है बल्कि भारत में यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों और विभिन्न अन्य राष्ट्रीय स्तर सेटअप के दृष्टिकोण से भी जानना जरूरी है उन्हें कई जोखिमों को ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे स्थानीय स्तर पर कई जोखिम और जनादेश की योजना का लेखा जोखा और आपदा की घटनाओं के जवाब में प्रतिक्रियावादी कानून के बजाय रणनीतिक और अग्रगामी कानून की योजना इसलिए न केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि क्या घटना होने की संभावना है और फिर हम इसका किस प्रकार जवाब देते हैं बल्कि इसे एक सामरिक तरीके से देखना होगा की भले ही घटना अभी ना हुई हो तो भी हम कैसी योजना बना सकते हैं जो उस आपदा से बचने में सहायक हो एक ऐसा कानून जो विशिष्ट क्षेत्रों में विकास की जरूरतों के आधार पर स्थानीय अनुकूलन की अनुमति देने मैं सहायक हो सके गरीबों के लिए अधिक किफायती जमीन की आवश्यकताओं के लिए छोटे भूखंड और डिजाइन दृष्टिकोण के माध्यम से कुछ और क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने मैं सशक्त रहे तो सिर्फ भूमि की पहचान करना ही आवश्यक नहीं है कि वह सुरक्षित है या नहीं बल्कि एक डिजाइन भी उस क्षेत्र की सुरक्षा को समझने में योगदान कर सकता है और यह वास्तव में न केवल इस बात पर ध्यान देता है कि इमारत को कैसे सुरक्षित तरीके से स्थित किया जाए बल्कि उसका उन्मुखीकरण किस प्रकार हो इसे एक सामूहिक दृष्टिकोण से देखा जाता है जिससे लोगों की सुरक्षा निर्धारित की जा सकेI और कैसे सक्रिय असंतुलन बनाया जा सके सिविल समाज और अन्य सरकारी निकायों के बीच जैसे कि स्कैंडिनेवियाई उदाहरण में जहां मैं बर्फ के रखरखाव के पहलू पर काम करता था जब मैं स्वीडन में था वहां हमने कई एजेंसियों का साक्षात्कार लिया कि कैसे परिषद द्वारा बर्फ प्रबंधन का कार्यक्रम चलाया जाता है एक ही इमारत में दो विभाग मौजूद हैं क्योंकि उनके पास बर्फ रखरखाव की 3 श्रेणियां हैं एक राजमार्गों को देखता है जिसमें राजनीय राज्यमार्ग और मुख्य राज्यमार्ग शामिल हैं दूसरा जिला मार्गों को देखता है और तीसरा स्तर पड़ोस के स्तर को देखता है हालांकि ये तीनों एक ही इमारत में स्थित हैं लेकिन वे कभी भी एक दूसरे से सहभागिता नहीं दिखाते उनके अलग अलग नीतियां और प्रक्रियाएं हैं परंतु उनके बीच कुछ अंतराल हैं जैसे कि 6 बजे एक राजमार्ग साफ होगा राजमार्ग के लिए नियुक्त लोग सफाई करेंगे और 9 बजे कोई और आ जाएगा लेकिन इस वजह से पड़ोस के बस स्टॉप में अवरोध की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है वहां कुछ समन्वय होना चाहिए जो कि उन मध्य क्षेत्रों के बारे में जो बीच में हैं स्थानीय मंजूरी वाले लोगों और राजमार्ग निकासी लोगों के बीच सैंडविच क्षेत्र हैं उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए तो यह एक प्रकार का समन्वय है जिसकी आवश्यकता थी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी निकायों के बीच कुछ प्रकार का संतुलन होना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास के निर्णय केवल लाभ प्राप्त करने के लिए ही नहीं हैं क्योंकि विकास प्राधिकरणों में काफी इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि अड़ोस पड़ोस की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे चाहे वह एक छोटा क्षेत्र हो बड़ा शहर हो या एक राज्य हो उन्हें इस बात पर भी विचार करना होगा कि किसी विशेष प्रस्ताव के लाभों की सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक लागत क्या है यदि कोई व्यक्ति 140 एकड़ के विकास प्रस्ताव की समीक्षा के साथ आ रहा है तो आपको सभी पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है इसका जल सुरक्षा के मुद्दों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका मिट्टी के क्षरण के मुद्दों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए इसलिए मैं कुछ कार्यान्वयन चुनौतियों का सारांश भी प्रस्तुत कर रहा हूं जब हम किसी भी योजना के कार्यान्वयन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसे स्थानीय विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है इन स्थानीय सरकारों के पास पहला कदम तब होता है जब आप किसी बड़े क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव रखते हैं यदि आप स्थानीय परिषद में प्रस्तुत करना चाहते हैं और यहीं वे विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार और योजना निर्माण में जोखिम में कमी की अग्रिम पंक्ति में पाई जाती हैं अगर कोई विशाल आवास विकास परियोजना के साथ आ रहा है तो पहला स्थान वह स्थानीय परिषद में जा रहा है और विकासशील देशों में समस्या यह है कि वह एक बड़ा वास्तुकार हो सकता है जैसे नॉर्मन फोस्टर या कोई अन्य बड़ा वास्तुकार या यहां तक कि कोई बहुत प्रसिद्ध वास्तुकार जैसे बीवी दोशी या कोई और आर्किटेक्ट जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं लेकिन अंत में कौन उस मूल्यांकन को प्राप्त कर रहे हैं काउंसिल में छोटे शहरों में कई मामले हो सकते हैं आपको ऐसे बहुत कम योग्य व्यक्ति मिल सकते हैं जो यह नहीं समझ पाए हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलुओं की शब्दावली पर्यावरण संबंधी चिंताओं मैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें अपनी दैनिक दबाव वाली स्थिति की एक अलग प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाता है और इन स्थानीय लोगों को कैसे विकास के प्रस्तावों और नौकरशाही प्रक्रिया के साथ संबोधित किया जाए यदि आप कभी भी एक योजना कार्यालय जाएं और यदि आप वहां के माहौल कार्य वातावरण को देखें तो पाएंगे कि वास्तव में उनके पास बहुत कम पर्याप्त कर्मचारी हैं और विशेष रूप से पर्याप्त तकनीकी क्षमता नहीं है यह छोटे शहरों की सच्चाई है और स्थानीय सरकारों की प्रतिबद्धता जोखिम को कम करने के लिए आर्थिक विकास जैसे प्रतिस्पर्धी हितों से प्रभावित होती है मैं पुणे में महाबलेश्वर में था और एक तरफ पर्यटन खंड आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक प्रचारक पहलू रहा है लेकिन यह भी समझना होगा कि यह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र का एक हिस्सा है इसलिए स्थानीय सरकारों को उस तरह की प्राथमिकता देनी होगी विकास में संवेदनशील होना अति आवश्यक है और स्थानीय सरकार के इस तरह के ध्यान में राजनेता बहुत सक्रिय रूप से लगे हुए हैं वे अपने क्षेत्रों को बहुत अधिक समृद्ध आर्थिक संवेदनशील आर्थिक पीढ़ी के मॉडल के साथ बढ़ावा देना चाहते हैं और वहां का पर्यटन विकसित करना चाहते हैंI वे उद्योग को भी विकसित करना चाहते हैं ताकि नौकरी के के लिए अवसर प्राप्त करना आसान हो जाए परंतु यह आपदा जोखिम में कमी को कैसे कम कर सकता है और इस प्रकार की चीजें अक्सर उन इलाकों में प्रचलित हैं जहां पर आपदा की घटनाएं कम होती हैंI क्षेत्रीय स्तर की योजना का महत्व मैंने जैसे अभी आपसे कहा महाबलेश्वर के मामले में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का एक हिस्सा होने के नाते दृष्टिकोण को केवल एक शहर स्तर या एक शहरी स्तर या राज्य स्तर से नहीं जाना जाता है यह उस बड़े पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है जहां क्षेत्रीय स्तर की समझ का होना अनिवार्य है इसी तरह उत्तरकाशी में गंगोत्री तक जहां पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है इसलिए सभी नियोजन को उस पहलू को संबोधित करना है कि जहां आप योजना बना रहे हैं और जहां क्षेत्रीय स्तर गलती रेखा के ऊपर से जा रही है उन क्षेत्रों की योजना कैसे बनाई जाए जिन्हें आप जानते हैं यही वह जगह है जहां क्षेत्रीय योजना आपको जोखिमों के बारे में समान जानकारी प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करता है कि जोखिम एक स्थान पर कम हो और दूसरे इलाके में विस्थापित करें तो जिस क्षण आप यहां कुछ निर्माण करते हैं उसकी वजह से कहीं और कुछ और प्रभावित हो सकता है इसलिए यह वह जगह है जहां एक क्षेत्रीय नियोजन दृष्टिकोण को लागू किया जाना आवश्यक है इसके अलावा कई हितधारकों को सक्षम करने वाले कानून के बावजूद डीआरआर देशों और शहरों की योजना में इनपुट या ज्ञान आसानी से एक सच्चे बहु हितधारक परिप्रेक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो ये चुनौतियां अक्सर विभिन्न प्रबंधन हितधारकों को उलझाने के बजाय आपदा प्रबंधन और नियोजन के लिए विशुद्ध रूप से तकनीकी दृष्टिकोणों को दूर करने के लिए क्षमता नियोजन कार्यालयों में पाई जाती हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विभिन्न हितधारकों की परामर्श प्रक्रिया के बजाय तकनीकी दृष्टिकोण के साथ कई मामलों में अधिकारियों की योजना बना रहे हैं कभी कभी ये बैठकें कई परिषदों में होती हैं लेकिन फिर इस पर किस हद तक विचार किया गया है और कितनी गहराई है और यह वह जगह है जहां तकनीकी दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण पर हावी भी होता है शहरी नियोजन में आपदा प्रबंधन के विभागों की पारंपरिक जुदाई अभी भी अधिकांश न्यायालयों में प्रचलित है इसलिए आपदा प्रबंधन को ज्यादातर आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक आकस्मिक योजना के रूप में देखा जाता है जिसे शहर में एक बड़े परिप्रेक्ष्य में लागू करने में आसानी हो जैसा कि मैंने आपसे कहा हम कई मामलों में अभी भी 1980 के दशक में ही हैं जहां आपदा नियोजन योजना प्रक्रिया में अच्छी तरह से एकीकृत नहीं की जाति क्योंकि वे हमेशा देखते हैं कि किसी आपदा या जोखिम की स्थिति में कितनी अच्छी तरह से हम बचाव की योजना बना सकते हैं लेकिन इस परिस्थिति से सही तरीके से कैसे बचें यह योजना प्रक्रिया खुद उस विचार प्रक्रिया को संलग्न नहीं करती इस प्रकार यह दो अलग अलग विभाग हैं जो अभी भी कई न्यायालयों में विद्यमान हैं कि कैसे योजना भूमि प्रबंधन और उन्नयन के माध्यम से अनौपचारिक बस्तियों में आपदा जोखिम को कम किया जाए इसलिए जैसा कि आपने देखा है कि अनौपचारिक बस्तियों में कई प्रभाव दिखाई देते हैं जो गरीबों को लक्षित करते हैं क्या वे विभिन्न आर्थिक कारणों से इन अनिश्चित स्थितियों में रह रहे हैं या कुछ दबावपूर्ण स्थितियां हैं जो उन्हें चुनौती देती हैं जो इन परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर कर देती हैं तो यहां यह विशेष रिपोर्ट विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करता है जैसे टर्की अर्जेंटीना और नामीबिया और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी जोर दिया है जिन पर ध्यान रखा जाए एक है कार्यकाल की अवधि निष्कासन और जोखिम में कमी जैसे यह अलमांसी के काम के मामले में है जहाँ अर्जेंटीना ने अनौपचारिक बस्तियों को कैसे उन्नत किया जाए क्योंकि यदि आप कभी भी झुग्गी झोंपड़ियों या क्वार्टर बस्तियों में जाते हैं तो हमेशा एक उन्नयन की योजना चलती रहती है ऐसे एक बिना कार्यकाल बस्ती धीरे धीरे बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान और आवास की गुणवत्ता के उन्नयन के साथ एक कार्यकाल बस्ती बन जाति है तो इसी तरह एक असंबद्ध भूमि जो पहले नामीबिया के समान मामलों में भी देखा गया जब लोगों को वहां से जाने का विकल्प दिया गया और इन स्थानों को खाली करके बेहतर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सुविधा दी गई तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू बाहर आए जो आजीविका के बारे में थे वे इन स्थानों पर विभिन्न कारणों से रह रहे हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा वे आर्थिक कारणों से रह रहे हैं और पहले जब एक अनौपचारिक निपटान ठीक था उन पर कोई नियामक ढांचा लागू नहीं किया गया था जब भी कोई जरूरत पड़ी तो लोगों ने अपने दम पर विकास किया इसलिए इसे बहुत जैविक रूप से विकसित किया गया है लेकिन जब डीआरआर प्रथा ने इन्हें विभिन्न तंत्रों के साथ उन्नयन के लिए लागू किया चाहे वह धन तंत्र या किसी कानूनी सहायता तंत्र से संबंधित हो तो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पढ़ा उदाहरण के लिए 300 वर्ग मीटर के न्यूनतम आकार के भूखंड समुद्र तल से 375 मीटर से ऊपर की भूमि और बिजली और जल सिविल सेवाओं बुनियादी ढांचा सेवा के प्रावधान और जलक्षेत्र सीमाओं पर आवास के लिए प्रतिबंध तो वहां क्षेत्रीय नियम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सार्वजनिक स्थान के लिए भूमि का नियमित प्रतिशत निर्धारित किया चाहे आप सार्वजनिक स्थान के लिए १० या १५ भूमि दे रहे हों और तब केवल औपचारिक रूप से पंजीकृत भूमि हो सकती है तब ही आप उपखंडों को सही बना सकते हैं अतः किसी व्यक्ति को उस प्रकार का प्रावधान करने होंगे ताकि उससे एक कार्यकाल योजना बनाई जा सके और काफी विभिन्न योजनाएं भी हैं जैसे प्रोमेबा जिसे उन्होंने कई विभिन्न अनौपचारिक बस्तियों में कार्यान्वयन स्तर के रूप में संचालित किया है मैं आपको रोसारियो हैबिटेट प्रोग्राम के कुछ उदाहरण दिखाऊंगा औरयदि आप इसे देखते हैं तो यह विला कोरिएंटेस का प्रारंभिक लेआउट है उस क्षेत्र में लगभग 13 भूमि पर पूरी तरह से अनौपचारिक बस्तियां बनी हुई है और जब आप इसे औपचारिक बनाना चाहते हैं तो आपको इसे सामाजिक रूप से संवेदनशील प्रतिक्रियाएं बनानी होंगी और उससे उन लोगों तक संप्रेषित करना होगा जिन्हें आप जानते हैं कि यह कैसे लाभदाई हो सकता है सबसे पहले उन्होंने उनकी पहचान की ताकि बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना के लिए स्थानांतरित किया जा सके क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह कहां है और इन घरों को स्थानांतरित कर दिया गया है और उनके पास सड़कों और सेवाओं के लिए कुछ मार्ग भी मुक्त कर दिया गया है और यही वह जगह है जहां उन्होंने नए रास्ते बनाने शुरू कर दिए और भूमि उप विभाजन को समायोजित किया गया और सड़क बनाई गई तो उस तरह से निवास स्थान को ज्यादा परेशान किए बिना अस्तित्व के भीतर कुछ घरों को मान्यता दी गई ताकि नियोजित प्रक्रिया और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सड़कों और बुनियादी सेवाओं को रखा जा सके पर इन नियमों नीतियों या परियोजनाओं में से कई जो खतरों को जोखिम कम करने का लक्ष्य रखते हैं गरीब या असुरक्षित कार्यकाल मैं रहने वालों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं अब जब यह अनौपचारिक बस्तियों की बात आती है दोनों कार्यकाल के बिना किया जाता है तो विकास नियामक प्रक्रिया में वे नहीं करते हैं बिना कार्यकाल को उचित तरीके से मान्यता नहीं दी गई है और यही कारण है कि वे वही समाप्त हो जाते हैं और उन्हें उसी असुरक्षित स्थितियों में रहना पड़ता है और वे एक लक्ष्य समूह का रूप बन के रह जाते हैं ऐसे अन्य मामले भी हैं जब नामीबिया के कुछ मामलों में जब कुछ अप ग्रेडेशन प्रोग्राम विकसित किए गए हैं या पुनर्वास कार्यक्रम किए गए हैं तो उन्होंने उस भूमि की पहचान की जो स्थानीय अधिकार क्षेत्र का भाग नहीं थी लेकिन बाद में इसे शहरी स्तर पर शामिल किया जा चुका है क्योंकि लोगों को जमीन आवंटित नहीं की गई थी और इसके लिए कोई शहरी प्रवर्तन भी नहीं है तो लोगों ने अपने हिसाब से निर्माण करना शुरू कर दिया जो कुछ भी उनके पास था पर अब जब इसे शहरी नियामक ढांचे मैं शामिल किया गया तब यह एक चुनौती बन गई क्योंकि समुदाय पहले से ही सामान्य रूप से एक विशेष तरीके से विकसित हो चुके हैं तो ये समय चूक के कुछ उदाहरण हैं जब यह शामिल यह जाते हैं और कभी जब नहीं किए जाते और स्थानीय सरकार के साथ साझेदारी में मजबूत समुदाय आधारित संगठन भी हैं जो भूमि प्रबंधन और उन्नयन के लिए बेहतर नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और यह वह जगह है जहां नगरपालिका सरकारें भूमि और योजना के संदर्भ में डीआरआर के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रेरित है और लोगों को सुरक्षित भूमि तक पहुंचाने के लिए सक्षम है जिस पर निर्माण किया जा सकता है जब रिपोर्ट के भाग 2 मैं इन इमारतों के निर्माण की बात आती है तो यह उपयुक्त कोड और मानकों को डिजाइन करने और विकसित करने के बारे में बात करते हैं और कई मामलों में यह सच है कि बिल्डिंग कोड के कई स्थानीय स्थितियों को संबोधित नहीं करते इस कारण वहां व्यावहारिक कार्रवाई समूह कुछ सिद्धांतों को निर्देशित करते हैं कि कोड को कैसे संशोधित किया जा सकता है अब भारत में भी हमारे पास एनबीसी 2016 है पहले यह 2005 से था इसलिए चीजों को ध्यान में रखा गया है और समितियों ने इसे प्रतिबिंबित करने की कोशिश की है और इसे संशोधित करते रहना है कुछ पहलुओं का कहना है कि संशोधन पर्यावरण और आर्थिक परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए और स्थानीय संस्कृतियों और रहने की आदतों में गहराई से निहित होना चाहिए जबकि लागत में कमी के परिवर्तन में लागत में कमी का परिणाम होना चाहिए ताकि सभी के लिए पर्याप्त और सस्ते आश्रय उपलब्ध हो सके ध्यान दें की गरीब अनौपचारिक क्षेत्रों की स्थितियों में सुधार आवास वितरण प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों की भागीदारी व्याख्याओं के लिए अनुमति देने के लिए बहु विकल्प विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए क्या आज कोई विशेष आवास मानक हैं जो पत्थर के निर्माण की अनुमति देते हैं या जो स्थानीय रूप से उपलब्ध है और जो स्वदेशी तरीकों की अनुमति देते हैं कानून उपयोगिता आसानी से सुलभ और व्यापक रूप से फैला हुआ होना चाहिए और इसलिए वृद्धिशील सुधार कोड आवास अवधारणाओं और परिवेश का होना आवश्यक है प्रक्रियाएं योजना अनुमोदन तेजी से भ्रष्टाचार से मुक्त और बिल्डर के लिए सस्ती होनी चाहिए अनुमोदन चरण विकासशील देशों में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है यह समझना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया लगभग 9 से 11 एजेंसियों से गुजरेगी चाहे वह पानी की आपूर्ति हो या बिजली की हो या चाहे हवाई अड्डा प्राधिकरण की हो इसलिए इन सभी एजेंसियों को आग और सुरक्षा को मंजूरी देनी होगी हालांकि नगर निगम इन सब की मंजूरी देता है परंतु इन सब कामों के लिए एक एकल खिड़की की जांच होना आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति को विभिन्न एजेंसियों से अनुमोदन लेने के लिए चारों ओर घूमना पड़ता है और यदि कहीं विकासशील देशों में भ्रष्टाचार मौजूद होता है तो उस परिस्थिति में कई बार कानूनों और विनियमन का उल्लंघन हो जाता है उदाहरण के लिए यह कैसे नहीं मिलता है जब कोड और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर पाया जाता है बांग्लादेश में मोहम्मदपुर बांग्लादेश नेशनल बिल्डिंग कोड की पुष्टि नहीं करता है बांग्लादेश नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार 75 यूनिट प्रति हेक्टेयर में औसतन 5 प्रति आवास है और न्यूनतम प्लॉट का आकार 30 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर के बीच भिन्न होता है घने महानगरीय क्षेत्र और पैदल मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए लेकिन वास्तविकता यह है कि औसतन 6 से 8 लोगों के परिवार 9 वर्ग मीटर के आवास में रह रहे हैं जो पानी के ऊपर कैंटिलीवर हैं क्योंकि यह पानी के ऊपर कैंटीलेवर्ड है और उनके नीचे कोई ज़मीन नहीं है इसलिए शायद ही कोई ऐसा भूखंड हो जहां कोई सुदृढीकरण न आया हो पैदल मार्ग 15 मीटर है और कोई बाहरी जगह नहीं है तो ये कुछ वास्तविकताएं हैं जिनका सामना विकासशील देशों को मजबूरन करना पड़ता है तो संक्षेप में वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट के बारे में और सुनामी के बाद के मूल्यांकन के बारे में भी बात करते हैं मूल्यांकन रिपोर्ट के दो सेट हैं जिसके बारे में मैं यहां चर्चा करने जा रहा हूं एक है जरूरतों का मूल्यांकन 2005 में एडीबी और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने एक आकलन रिपोर्ट बनाई प्रारंभिक क्षति और आवश्यकता के मूल्यांकन पर और फिर सुनामी के 2 साल बाद दोबारा मूल्यांकन किया जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की की पुनर्निर्माण कैसे हुआ विभिन्न खंड क्या रहे इसकी प्रगति कैसी रही तो इससे हमें मूल्यांकन के दूसरे तरीके के बारे में पता चलता है अब सुनामी के बाद किस तरह का नुकसान हुआ है इस तरह से आप आंध्र प्रदेश में प्रारंभिक क्षेत्र में क्षेत्रवार स्वास्थ्य और शिक्षा कृषि और पशुधन मत्स्य पालन द्वारा राज्यवार वार को निर्धारित कर सकते हैं और इसका भी अनुमान लगा सकते हैं कि आजीविका ग्रामीण और नगरपालिका बुनियादी ढाँचा तटीय संरक्षण कैसा हो और उस जगह पर नुकसान के अलावा आजीविका पर भी किस तरह का प्रभाव पड़ा आकलन की जरूरतें क्या हैं इसका अनुमान लगाना भी आवश्यक है आपको किस तरह के बजट की आवश्यकता है और किस प्रकार लघु और मध्यम अवधि की प्रक्रियाओं को देखना है तो तुरंत राहत चरण में पुनर्वास में आपको किन चीजों की जरूरत है और अगले 1 2 साल के लिए एक मध्यम अवधि में आपको किस तरह के बजट की आवश्यकता हो सकती है यह उस प्रत्येक क्षेत्र का आकलन करता है और इसी तरह सुनामी से संबंधित व्यय और वित्त के प्रभाव पर यह 2000 वर्ष के ज्ञान से भी आगे बढ़ता है और जब हम 2005 के बारे में बात करते हैं तो 2006 से 2008 तक एक प्रक्षेपण होता है कि प्रत्येक राज्य में यथास्थिति परिदृश्य क्या हो और इस तरह से बजट का अनुमान अर्थशास्त्री द्वारा कैसे तैयार किया जाता है लेकिन तब जब राज्य सरकार को नवोदित अनुमान प्रस्तुत किया गया है और वे इसे कैसे आवंटित करते हैं इसके साथ बाहरी फंडिंग का भी सहयोग कैसे किया जाता है इसलिए 2 साल बाद दूसरी रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई उसमें यह बताया गया है कि हमने क्या हासिल किया अब जब हम आश्रय और पानी और स्वच्छता के बारे में बात करते हैं तो विभिन्न खंड इसे देखते हैं उनमें से काफी ने विभिन्न राज्यों को देखा कि उनकी संख्या क्या है जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और प्रतिशत का पुनर्निर्माण किया गया है जो पूरा हो गया है और शेष राशि क्या है और वे देरी क्यों हो रही हैं इस प्रकार से समीक्षा प्रस्तुत की जाती है और इसी को मंत्री देखते हैं की कितने घरों की योजना बनाई गई थी कितने को निष्पादित किया गया है कितने को बाहर रखा गया है और कितने लंबित हुए तो यह बुनियादी ढांचा है सड़कें क्या हैं किस तरह के राजमार्ग हैं किस तरह के पंचायत कार्यालय हैं किस तरह की सामुदायिक सुविधाएँ हैं इसलिए यह सभी बुनियादी ढांचे और फिर से पुल सार्वजनिक भवन सड़कें हैं इनमें से कितनी योजनाएं बनाई गई और उनमें से कितनी पूरी हुई और उनकी बजटीय आवश्यकताएं क्या हैं इसी तरह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य खंड एचआईवी एड्स तस्करी के साथ साथ मनोदैहिक देखभाल भी प्रदान की जाती है क्योंकि कई बच्चे जो आपदा में अपने मां बाप को खो देते हैं उनकी कैसे देखभाल की जा सकती हैं महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खो दिया है उन्हें एक वैकल्पिक आजीविका प्रणाली के कैसे प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण कैसे प्रदान किया जा सकता है इस पर भी विश्लेषण होता हैI और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा बाल संरक्षण बाल श्रम और अनाथ बच्चों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है एक बेहतर शिक्षा प्रणाली और फिर आजीविका का पहलू प्रदान करके उनकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों में कैसे सुधार किया जा सकता है इसकी भी कल्पना की जाती है सुनामी मामले में कई मछुआरों ने अपनी नौकाओं को खो दिया है तो तुरंत उन्हें फाइबर नौकाओं को प्रदान किया गया और कुछ वित्तीय व्यय भी दिए गए जो जाल और मछली पकड़ने के सामान को खरीदने के काम आएI साथ ही किस तरह के पर्यावरणीय प्रभावों का सुधार किया गया है किस तरह के वृक्षारोपण का ध्यान रखा गया है इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है इसी तरह आगामी आपदाओं की स्थिति में आपदा जोखिम प्रबंधन के साथ समुदायों को प्रशिक्षित किया जाता है कि यदि उन्हें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो कैसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी और समन्वय से काम लिया जाए तमिलनाडु में इससे पहले उचित चेतावनी प्रणाली नहीं थी लेकिन अब उन्होंने उन मुख्य गाँवों की पहचान की है जो केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर तक संचार प्रणालियों की स्थापना करेंगे और फिर यह गाँव जाकर नोड्स के पहलू से प्रसार करते हैं और ग्रामीणों को प्रशिक्षित करते हैं कि वे कंप्यूटर को कैसे संचालित करें इस जानकारी को कैसे संचालित करें और समझें और इस जानकारी को कैसे वितरित करें इसलिए इन सभी गतिविधियों को अलग अलग गैर सरकारी संगठनों द्वारा लिया गया है लेकिन वास्तविकता यह है कि आकलन इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं कि वे बेहतर जीवन के मामले में कितने सफल हैं मंत्रालय केवल संख्या के बारे में बात करते हैं उनमें से कितने रहने योग्य हैं और कितने पर्याप्त हैं उनकी सांस्कृतिक जरूरतों या उनकी आजीविका की जरूरतों को संबोधित करते हैं और लोग इन स्थानों के प्रति किस प्रकार अनुकूलित और संशोधित है इस पर अधिक ध्यान देते हैं अन्य व्याख्यानों में भी हमने चर्चा की है कि इन आश्रयों को उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं के कारण कैसे संशोधित किया जाता है इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस तरह का गुणात्मक मूल्यांकन भी होता है तो इनकी कमी मंत्रिस्तरीय सेटअप या नौकरशाही सेटअप में होती है तो इस कोण को भी देखना आवश्यक है मुझे आशा है कि आप इन मूल्यांकन रिपोर्ट के बारे में समझ चुके हैं